छात्रों आपका स्वागत है तो पिछली कक्षा में हम एक कंपनी हाइपोथेटिकल लिमिटेड की लागत न्यूनतम हो जाए निधियों की कुल लागत कम हो जाती है और उस स्थिति में हमने देखा है कि हमारे पास अलग अलग दृष्टिकोण हैं जैसा कि हम बात कर रहे हैं हमारे पास अलग अलग दृष्टिकोण हैं जैसे आपका कंजरवेटिव दृष्टिकोण का उपयोग करती हैं हेजिंग उस तक पहुंचना चाहिए तो बेहतर यह है कि कल शाम तक देरी करने के बजाय आज शाम तक भुगतान भेज दिया जाए इसे अच्छी बात नहीं माना जाता क्योंकि क्या होता है यहां एक सिंबायोसिस से कर रहा है कि मैंने उन्हें आपूर्ति की है और कल नियत तारीख है और वे मुझे भुगतान करेंगे और यदि कंपनी भुगतान में विलंब करती है ठीक है इसलिए वह उम्मीद कर रहा है कि भुगतान या चेक कल सुबह 10 बजे आएगा और उसी चेक को वह बैंक में जमा करेगा और उस चेक के खिलाफ वह चेक लिखेगा जिसे अपने आपूर्तिकर्ता को या किसी अन्य को जिसे उसे भुगतान करना है या उसे भुगतान अपने श्रमिकों या शायद किसी और को करना होगा और उसने इस तरह की व्यवस्था की है कि मैं एक हाथ में भुगतान प्राप्त करूंगा और उसके तुरंत बाद मैं अपने आपूर्तिकर्ता को या किसी को भुगतान कर दूंगा जिसे मुझे भुगतान करना है इसलिए यदि आप भुगतान में कल तक का विलंब करते हैं यदि फर्म को विचलित कर रही है उसके आपूर्तिकर्ता की व्यवस्था भी गड़बड़ा जाएगी उसके कर्मचारियों की व्यवस्था भी गड़बड़ा जाएगी सब लोग परेशान होंगे इसलिए इसे एक अच्छा अभ्यास नहीं माना जाता है इसलिए हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी समय किसी भी आपूर्तिकर्ता या किसी भी हिस्सेदार को भुगतान देय है तो भुगतान किया जाना चाहिए समय से पहले भुगतान करना बेहतर होगा लेकिन देय तिथि या नियत समय से परे भुगतान को विलंब न करें तो उस कारण से हम मानते हैं कि एग्रेसिव कर सकते हैं

हमने कंपनी दृष्टिकोण का पालन करके इसकी गणना की तो हमारी लागत बढ़ गई वह कहीं 720 करोड़ रुपये थी या 1000 रुपये या जो भी थी तो मुझे लगता है कि यह बहुत अधिक थी और जब हमने इसकी गणना मैचिंग को किसी भी कारण से नकदी में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है तो हम फर्म में नकदी का उपयोग करने के लिए कैसे आगे बढ़ेंगे सबसे पहले हम उस नकदी का उपयोग करते हैं जो हाथ में है उसके बाद नकदी जो बैंक में है फिर हम कहते हैं कि मार्केटेबल सिक्योरिटीज पूरी तरह से समाप्त हो जाती हैं तो हम विविध ऋणी से धन उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं क्योंकि वे सामान्य रूप से नियत तारीख से पहले फर्म को भुगतान नहीं करेंगे तो फर्म यह तय कर सकती है कि ठीक है हम उसे कुछ छूट दें हो सकता है कि हम उसे कुल भुगतान का 1 या 2 छूट विशेष रूप से नकद छूट दे सकते हैं ताकि वह भुगतान को पहले कर दे उसके पास भुगतान को पहले करने का कारण होना चाहिए इसलिए यदि हम उसे छूट देते हैं तो हम कह सकते हैं ठीक है 2 या 2 तक छूट देने के बाद वह हमें भुगतान करने जा रहा है तो यह कोशिश की जा सकती है तो यह उद्देश्य पूरा कर देगा और अगर हमें अधिक धनराशि की आवश्यकता हो तो अन्य ऋणी भी छूट देकर प्रेरित हो सकते हैं और अगर यह संभव नहीं है तो एक तरीका है कि हम बैंक की मदद ले सकते हैं जो भी क्रेडिट के पास है जो भी क्रेडिट बिक्री बिल उस फर्म के पास सामान्य रूप से होते हैं वह देनदार देय तिथि पर भुगतान करने जा रहे हैं और यदि नियत तारीख एक महीने के बाद या शायद 2 महीने या 45 दिनों के बाद है तो छूट देना एक सही प्रस्ताव नहीं हो सकता है क्योंकि वे बड़ी मात्रा में छूट की उम्मीद करेंगे मान लीजिए बड़ी मात्रा में छूट शायद 2 3 4 है वह हो सकता है फर्म के हित में ना हो तो फर्म क्या कर सकती है उन क्रेडिट का पता होना चाहिए या पता होता है यदि क्रेडिट रेटिंग बिक्री बिल के 80 तक धनराशि जारी करते हैं और 20 वे उस राशि के निपटान पर जारी करते हैं जिसका भुगतान ऋणी द्वारा बैंक या कंपनी को अंत में नियत तिथि पर या निपटान तिथि पर किया जाता है तो इसका मतलब है कि इस तरह से हम फंड को कोई तरलता प्रदान नहीं करने जा रहा है इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए कि जब आप मैचिंग केवल दीर्घकालिक स्रोतों से नहीं आएगा तो कहने का मतलब यह है कि हम वित्तीय लागत को बचाने के बहाने हम तरलता की समस्या पैदा कर रहे हैं इसलिए हम कह सकते हैं कि जैसा कि हमने पिछली कक्षा में देखा था कि हमने देखा है कि हाँ लागत 720 मिलियन दृष्टिकोण भी कुछ हद तक एक चरम है इसलिए हम अपने ट्रेड ऑफ हो सकता है इसलिए हमने इस स्थिति को बदल दिया कि ठीक है अधिकतम आवश्यकता क्या है जो कि 9000 है और न्यूनतम आवश्यकता क्या है 6900 तो आप इस अधिकतम जमा न्यूनतम को 2 से विभाजित करते हैं और जब हमने इन आवश्यकताओं पर काम किया तो हमने देखा कि आवश्यकता बदल गई है थोड़ा ऊपर चली गई है मतलब है औसत राशि जब हमने निकाली तो वह राशि न्यूनतम 6900 से 7950 हो गई इसलिए हम कह सकते हैं कि हमने औसत राशि ली है जो कि 7950 है और जब हमने 7950 की औसत राशि निकाली तो हमने देखा कि यह राशि 6900 नहीं बल्कि 7950 दीर्घकालिक स्रोतों से आएगी और शेष राशि हमने हर महीने के लिए निकाली जो कि सीजनल आवश्यकता लगभग 2700 रुपये थी फिर हमने आवश्यकता पर काम किया हम देख सकते थे कि 7950 दीर्घकालिक स्रोतों से आएंगे और शेष अल्पकालिक स्रोतों से आएंगे इसलिए हमने सीजनल आवश्यकता है जब हमने इसे 12 से विभाजित किया तो मासिक आवश्यकता 225 निकली फिर हमने अल्पकालिक फाइनेंस पर 8 की ब्याज दर लागू करके वित्तीय लागत की गणना की और फिर हमने लागत पर काम किया और लागत निकली और कुल लागत में कमी आई और वह लागत 64275 निकली या आप कह सकते हैं 643 जो 720 से काफी कम है लेकिन 580 से थोड़ा अधिक है यह बीच में है इसलिए हमने यहां क्या किया है कि हमने तरलता में वृद्धि की है इसलिए तरलता में वृद्धि करके आप जोखिम को कम कर रहे हैं और हम वित्त लागत को बहुत कम बढ़ा रहे हैं जो लाभप्रदता को प्रभावित करेगा लेकिन लाभप्रदता फर्मों के लिए सब कुछ नहीं है लाभप्रदता के साथ आपके पास फर्म की प्रतिष्ठा फर्म की वित्तीय प्रतिष्ठा भी है और यह दांव पर नहीं होना चाहिए तो उस मामले में केवल लागत पर बचत करने और भारी जोखिम लेने के बजाय यह उन फर्मों के लिए बेहतर है कि आप वित्तीय लागत को थोड़ा बढ़ाएं और आप नेट वर्किंग कैपिटल को बढ़ाकर और तरलता को बढ़ाकर जितना संभव हो सके उतना जोखिम को कम करें सही है तो क्योंकि यह पूरी तरह से पिछली कक्षा में किया गया था इसलिए मैंने इस मामले पर चर्चा करने के बारे में सोचा कि जब हमने ट्रेड ऑफ दृष्टिकोण या नकारात्मक कार्यशील पूंजी का पालन करना सभी फर्मों के लिए संभव नहीं हो सकता है इसलिए हेजिंग थे तो फिर हमने लागत की गणना की फिर हमने मुनाफे की गणना की तब हमने तरलता नेट वर्किंग कैपिटल के स्तर को कम किया तब हमने देखा कि तरलता कम हो गई है जोखिम बढ़ गया है लेकिन लाभ कम हो गया है तो इसका मतलब है कि निष्कर्ष यह है कि करंट असेट्स में रखने के लिए बाध्य हैं लेकिन यह यथासंभव कम होना चाहिए इसलिए हमने देखा है कि हमने आपकी सहायता के लिए एक छोटा सा विश्लेषण किया है जिससे आपको विश्वास हो जाता है कि हां करंट असेट्स दृष्टिकोण है

और कॉलम सी है तो अगर आप ROI को देखते हैं आर ओ आई के स्तर को कम करते हैं तो इसका मतलब है कि हम अब 1 मिलियन के स्तर को कम कर दिया इसलिए आप देखते हैं कि अनुपात भी बदल गया है अब अनुपात 08 1 है और यदि आप कॉलम बी का स्तर घटाकर 5 लाख नहीं 4 लाख नहीं लेकिन हम घटाकर 3 लाख पर आ गए हैं और अब हम कुल 8 लाख की ऐसेटस को 100 की बजाए घटाकर 60 कर दिया है और आप इसका प्रभाव देख सकते हैं कि आपका आरओआई हो गया मतलब आप कह सकते हैं कि यह नकारात्मक कार्यशील पूंजी की स्थिति है कि हमारे पास 100 करंट लायबिलिटीज हैं

केवल हमें फिक्स्ड ऐसेटस का वित्तपोषण करने के स्रोत और यहां मैं आपको यह भी बताता हूं कि ब्याज दरों की अवधि संरचना की वजह से दीर्घकालिक वित्त की तुलना में आपका अल्पकालिक वित्त सस्ता है इसलिए हमें फंड्स का बड़ा घटक या राशि दीर्घकालिक स्रोतों के बजाय लघु अवधि के स्रोतों से आए अब हम अगले भाग की ओर बढ़ेंगे जो अगली चीज है अर्थात यह एक और महत्वपूर्ण अवधारणा है जो अब तक हमने देखा है कि करंट असेट्स के अल्पकालिक स्त्रोत कम महंगे होते हैं और इस मामले में हमें यह देखना होगा हमें यह सत्यापित करना है कि ऐसा होता है या नहीं अब उदाहरण के लिए आप देखते हैं कि हमारे पास फिर से स्थिति है जैसे कुल फिक्स्ड असेट्स दृष्टिकोण कंजरवेटिव पूंजी से आ रहा है ताकि 3 लाख रुपये जो एक उधार ली गई पूंजी है जो अल्पकालिक ऋण के साथ साथ दीर्घकालिक ऋण के रूप में आ रही है और हमने यहां यह मान लिया है कि अल्पावधि ऋण की लागत 12 है और दीर्घकालिक ऋण की लागत 14 है इसलिए कंजरवेटिव की आवश्यकता को कैसे पूरा कर रहे हैं जो उधार स्रोतों से है 240000 रुपये दीर्घकालिक स्रोतों से आ रहे हैं और केवल 16000 अल्पकालिक स्रोतों से आ रहा है जो सिर्फ 12 है और यह अल्पावधि स्रोतों से आ रहा है आप इसे कुल वित्त का अनुपात कहते हैं जिसकी मैं बात कर रहा हूं यह अल्पावधि ऋण का दीर्घकालिक से अनुपात नहीं है कुल वित्त जो कि 5 लाख है उस 5 लाख रुपये में से 16000 यानी सिर्फ 12 अल्पावधि स्रोतों से आ रहा है और शेष राशि शेयर पूंजी सहित दीर्घकालिक स्रोतों से आ रही है तो कुल लागत को देखो ब्याज और करों से पहले लाभ 90000 रुपये है ब्याज घटक 40800 रुपये है करों से पहले कमाई 49200 है 35 की दर से कर 17220 है और यदि आप आरओ ई प्लान कह सकते हैं हमने कुल आवश्यकता के मुकाबले अल्पकालिक वित्त के घटक अनुपात में वृद्धि की है और अब यह 60000 नहीं है यह 150000 रुपये है तो उधार ली गई पूंजी से जो ऋण घटक है आधा यानी 50 अल्पकालिक स्रोतों से आ रहा है और 50 दीर्घावधि स्रोतों से आ रहा है और अगर आपने इस बदलाव को देखा है तो इस बदलाव का असर हमें आसानी से पता चल सकता है कि नंबर एक कुल फंडस से अनुपात एक पर्याप्त मात्रा से ऊपर गया है जो कि 18 है 12 से 30 और उसी के परिणामस्वरूप हम यहां देख सकते हैं कि ब्याज और करों से पहले आपका लाभ 19000 है ब्याज घटक गंभीरता से घटा है जो कि 39000 है और फिर कर से पहले कमाई 51000 है टैक्स अल्प विधि स्रोतों से आ रहे हैं और अगर आप उधार ली गई पूंजी के बारे में बात करते हैं तो उधार ली गई पूंजी में दीर्घकालिक स्रोतों से कुछ भी नहीं आ रहा है संपूर्ण राशि लघु अवधि के स्रोतों से आ रही है यानी कि 3 लाख रुपये लघु अवधि के उधार से है और शेष 2 लाख शेयर को फिर से देखें ब्याज और कर से पहले लाभ फिर से 90000 है लेकिन ब्याज घटक को देखें जो पहले दृष्टिकोण के तहत 40800 से नीचे आ गया है जो दूसरे के तहत 39000 पर आ गया और तीसरे दृष्टिकोण के तहत यह घटकर 36000 पर आ गया और इसके परिणामस्वरूप आपकी शुद्ध आय में सुधार हुआ है और शुद्ध आय जो कि आप कह सकते हैं कि 31000 के आसपास है यह 33000 हो गई है और अब यह 35100 हो गई है और आरओ ई की लागत कुल वित्तीय लागत गंभीरता से कम होने वाली है और इसका प्रभाव बढ़ी हुई लाभप्रदता बढ़ी हुई आय और इक्विटी लाभ में हैं इसलिए उन्हें अल्पावधि स्रोतों से अधिकतम धनराशि उत्पन्न करने का प्रयास करना चाहिए मैं अधिकतम नहीं कहूंगा लेकिन हां अल्पावधि स्रोतों से जितना संभव हो उतना धनराशि का प्रबंध करें ताकि वित्तीय लागत का प्रबंधन किया जा सके लेकिन आप अल्पावधि निधियों की समस्या को देखते हैं कि जब आप अल्पावधि स्रोतों से धन की व्यवस्था कर रहे होते हैं तो आपकी वित्तीय लागत कम होने जा रही है लेकिन आपका जोखिम भी बढ़ रहा है क्योंकि अल्पावधि स्रोतों के लिए भुगतान जल्दी से देय हो जाता है इसलिए हमें फर्म स्रोतों से धन प्राप्त करना हमेशा बेहतर होता है दीर्घकालिक स्रोतों की तुलना में अल्पावधि स्रोतों से अधिक धन अब हम कुछ कंपनियों के निश्चित मामलों के बारे में बात करते हैं कि वे अपनी कार्यशील पूंजी का प्रबंधन कैसे कर रहे हैं हमारे यहां 3 कंपनियों की स्थिति है और ये 3 कंपनियां एक ही सेक्टर क्षेत्र में हमारे पास 1991 के बाद भारत में काम करने वाली कंपनियों की काफी संख्या है स्टील सेक्टर निर्माता था ठीक है लेकिन उसके बाद हमने देखा कि कुछ कंपनियाँ देश के पश्चिमी भाग में आई हैं जैसे ईएसएसएआर का हिस्सा बन गया है तो इसका मतलब है कि अब सेल का वित्तीय प्रदर्शन प्रभावित हुआ है और यदि आप तरलता को देखते हैं वे फर्म की तरलता का प्रबंधन कैसे कर रहे हैं या वे कार्यशील पूंजी का प्रबंधन कैसे कर रहे हैं यहां आप सेल की वर्तमान अनुपात देख सकते हैं अनुपात लगभग 2001 से 2012 आप कह सकते हैं पिछले 10 वर्षों के लिए है तो अनुपात बहुत अधिक है वर्तमान अनुपात का मानक मान जो पहले था मैं कहूंगा कि वर्तमान अनुपात के मानदंड बदल गए हैं यदि आप 1991 से पहले के मौजूदा अनुपात के मानदंडों के बारे में बात करते हैं तो वर्तमान अनुपात का मानदंड 2 1 था फिर हमारे पास क्विक अनुपात के लिए यह पुराना मानदंड था जो 11 था ये पुराने मानदंड हैं लेकिन अब नए मानदंड ऐसे हैं कि यदि आप वर्तमान में बाजार में प्रचलित मानदंडों को देखते हैं तो वर्तमान अनुपात का स्वीकार्य स्तर 133 1 कह सकते हैं इस अनुपात को आप अच्छा मानते हैं 1 1 और इस अनुपात को अच्छा माना जाता है 05 1 तो ये वर्तमान अनुपात के नए मानदंड हैं हमने करंट ऐसेटस से 100 अधिक रखना पड़ा इसका मतलब है कि यदि आपके पास करंट ऐसेटस कितनी है 1 तो इसका मतलब है यह नेट वर्किंग कैपिटल और अल्पावधि स्रोतों से कितना धन आ रहा है इतनी ही राशि दीर्घकालिक स्रोतों से आ रही है तो उस स्थिति में आप समझ सकते हैं कि फर्म की वित्तीय लागत कितनी है कितना खर्च बढ़ने वाला है और कितनी वित्तीय लागत बढ़ने वाली है तो उस स्थिति में फर्मों के लिए एक बदले हुए आर्थिक परिदृश्य में बचना बहुत मुश्किल था जहां उन्हें बाजार के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है और उनकी वित्तीय लागत इतनी अधिक है क्योंकि अब यदि आप उत्पाद की कुल लागत की गणना कर रहे हैं तो हमारे पास कच्चे माल की लागत है हमारे पास ओवरहेड लागत है हमारे पास श्रम लागत है हमारे पास कुछ अप्रत्यक्ष खर्च हैं जैसे कार्यालय का खर्च बिजली ऊर्जा पानी ये सभी लागतें यहां हैं हम गणना करते हैं और इसे जोड़ते हैं और फिर हमारे पास वित्तीय लागत आती है 1991 तक भारत में परिदृश्य यह था कि वित्तीय लागत को बहुत महत्वपूर्ण लागत नहीं माना जाता था यह एक कंपनी के लिए नहीं था सभी कंपनियां एक ही मानदंड का पालन कर रही थीं मोटे तौर पर भारत में अधिकांश कंपनियां या अधिकांश व्यावसायिक क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों द्वारा नियंत्रित थे और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में वित्तीय अनुशासन के नाम पर कुछ भी नहीं था सरकार की ओर से आसान पूंजी उपलब्ध थी सरकार आसान पूंजी प्रदान कर रही थी विशाल देश उनके लिए उपलब्ध बाजार था तो जो कुछ भी उत्पादन की लागत होती अगर बाजार में केवल एक ही खिलाड़ी है जो बाजार में उत्पाद का निर्माण करता है तो आपके पास किसी भी स्रोत से उत्पाद खरीदने का कोई विकल्प नहीं है उस स्थिति में वे जो भी कीमत वसूलना चाहते हैं जो भी लागत है और जो भी कीमत वे चार्ज करना चाहते हैं आपको कीमत चुकानी होगी कोई विकल्प नहीं क्योंकि कीमत तय करने का आधार लागत है इसलिए यदि लागत अधिक है तो इसका मतलब है कि उनके मार्जिन लोग थे या शायद उससे भी ज्यादा और 1 बिलियन के पास थी और यदि आपके पास केवल 1 कंपनी है तो आपके पास कोई अन्य विकल्प नहीं है जो भी कचरा वे हमारे लिए बना रहे हैं और बेच रहे हैं और वे हमें कीमत की बजाय लागत बेच रहे हैं हम इसे लेने के लिए बाध्य हैं यहां कोई तुलना नहीं है यही हाल अन्य सेक्टरों का भी था यदि आप अन्य क्षेत्रों के बारे में बात करते हैं तो वह भी समान मामला था यहां तक कि पेट्रोलियम उत्पादों को बहुत अधिक कीमत पर खरीद रहे हैं और हम इन सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की अक्षमताओं के लिए भुगतान कर रहे हैं तो उस समय यही स्थिति थी और इस वजह से हम 2 1 के इस बहुत ही उच्च अनुपात के साथ शो से शुरू करेंगे पहले हम कैश को दीर्घकालिक स्रोतों से लिया जाएगा क्योंकि हमने पहले से ही वर्तमान अनुपात बहुत अधिक रखा है जो 2 1 है तो इसका मतलब है कि कोई समस्या नहीं है और तरलता हमेशा रहती है और तरलता की कीमत पर हम कुछ खो रहे हैं जो कि लाभ है क्योंकि आपकी वित्तीय लागत बहुत अधिक है इसलिए बहुत अधिक वर्तमान अनुपात था और चूंकि इस देश में लागत के बारे में कोई भी परवाह नहीं करता है उस समय पर परवाह नहीं करता था इसका मतलब यह है कि उत्पाद की लागत पर कोई सवाल नहीं है कि उत्पाद किस कीमत पर बनाया जा रहा है और किस कीमत पर यह लोगों को बेचा जा रहा है क्योंकि वहां कोई तुलना नहीं थी इसी तरह मामला त्वरित अनुपात 15 1 के साथ था और इसलिए त्वरित अनुपात के अनुसार इसका मतलब है कि आपको नकदी या नकदी जैसा तरलता शुद्ध तरलता और बैकअप थे और अब हमने अनुपातों के थंब रूल को कम किया है हमने ऐसा क्यों किया है और इससे हमें क्या फायदा होने वाला है इस पर हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे